इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 17 है आज हम दो वेरिएबल के फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे आज हम किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन z इज इक्वल टू fxy का 1 पॉइंट x0 y0 पर मैक्सिमम है यदि इस पॉइंट के नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन इस पॉइंट पर वैल्यू से कम वैल्यू दिखाता है अतः इस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम दिखाता है इसी प्रकार लोकल मिनिमम भी डिफाइन किया जा सकता है यदि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के नेबरहुड में अन्य सभी पॉइंट्स पर वैल्यू से कम है तो यह लोकल मिनिमम है अन्य सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा है इस तरह के मैक्सिमम और मिनिमम को रिलेटेड या रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम कहते हैं क्योंकि हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और हम लोकल मैक्सिमा को सर्च नहीं कर रहे हैं हम तो एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं यदि इस पॉइंट के नेबरहुड में सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से कम आती है तो हम इसे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कहते हैं और यदि फंक्शन नेबरहुड में किसी एक पॉइंट पर ज्यादा वैल्यू ले रहा है और किसी एक पॉइंट पर कम वैल्यू ले रहा है तो वह पॉइंट लोकल मिनिमम है और यह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साथ में मिलकर एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं तो यहां पर सरफेस z4x2y2e x2 4y2 का प्लॉट है और हम यह देख सकते हैं कि यह पॉइंट एग्जांपल के लिए इस पॉइंट के नेबरहुड हर एक पॉइंट पर फंक्शन इस पॉइंट पर वैल्यू से छोटी वैल्यू ले रहा है तो यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम है तो हम इसे लोकल मैक्सिमम कह सकते हैं और इस पॉइंट पर भी वही सिचुएशन है और बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू छोटी है इस पॉइंट से तो यह इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम है इसी प्रकार इस पॉइंट पर भी लेकिन यहां पर इस पॉइंट के नेबरहुड में हर पॉइंट पर फंक्शन ज्यादा वैल्यू ले रहा है इस पॉइंट पर वैल्यू से तो यह पॉइंट लोकल मिनिमम है एब्सलूट या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है तो पूरे डोमेन में जब बाउंड्री को भी इंक्लूड कर लिया जाए तब फंक्शन की स्मालेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को एब्सलूट या ग्लोबल मिनिमम या एब्सलूट या ग्लोबल मैक्सिमम कहा जाता है रेस्पेक्टिवली यहां हम 1 पॉइंट के आसपास लोकल क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम स्मालेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जो फंक्शन अटेन कर रहा है पूरे डोमेन में उसकी बात कर रहे हैं इस केस में इस तरह की वैल्यू को फंक्शन की एब्सलूट मिनिमम वैल्यू या एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है और हमें बाउंड्री को भी डोमेन में शामिल करना होगा इस तरह के एब्सलूट मैक्सिमम और एब्सलूट मिनिमम फाइंड करने के लिए एग्जांपल के लिए हम फंक्शन fxyx22y2 को कंसीडर करते हैं और यहां हमारे पास एक बाउंड्री डोमेन बॉउंडेड x2y2≤1 है यह एक डिस्क है जिसकी रेडियस 1 है और यह 1 भी इसमें इंक्लूड है तो हमारे पास इसकी बाउंड्री भी है अब हम इस डोमेन में इस तरह के सभी पॉइंट के लिए सर्च करेंगे यह एक सरफेस x22y2 है हम यह देख सकते हैं की पॉइंट 00 पर लोकल मिनिमम है लेकिन यह ग्लोबल मिनिमम भी है क्योंकि हम कोई और पॉइंट ऐसा नहीं देख सकते जहां पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर वैल्यू से कम है और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं यह वह पॉइंट है जिन पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है यह यहां पर ऐसे पॉइंट हैं मैथमेटिकली ऐसे पॉइंट जिन पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है उन्हें हम बाद में फाइंड करेंगे लेकिन इस केस में हमें बाउंड्री को शामिल करना है और इस तरह के सभी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं और बाउंड्री को भी चेक करना है कि इस पर कोई मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं तो फिर इस तरह के सभी लोकल मैक्सिमा में से और मिनिमम में से ऐसे पॉइंट जिन पर लार्जेस्ट या स्मालेस्ट वैल्यू है उन्हें हम एब्सलूट मैक्सिमम या एब्सलूट मिनिमम कह सकते हैं फंक्शन का लेक्चर में इन पॉइंट के लिए एक और टर्म काम में ली गई है और इस तरह के पॉइंट को क्रिटिकल प्वाइंट और सैडल प्वाइंट कहा गया है तो फिर पॉइंट x0y0 क्रिटिकल प्वाइंट या फिर हम इसे fxy का स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं यदि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव fx पॉइंट x0y0 पर जीरो है और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x0y0 पर जीरो है या वह एक्सिस्ट करने में फेल हो जाते हैं वह पॉसिबिलिटी भी शामिल है तो क्रिटिकल प्वाइंट या स्टेशनरी प्वाइंट की डेफिनेशन में fxजीरो है fy भी जीरो है जहां फंक्शन का क्रिटिकल प्वाइंट है जहां फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है उस पॉइंट को सैडल प्वाइंट कहते हैं अगली कुछ स्लाइड में हम यह देखेंगे की यदि फंक्शन के लोकल मिनिमम या मैक्सिमम एक्सिस्ट करते हैं लेकिन कुछ क्रिटिकल प्वाइंट हो सकते हैं जहां पर फंक्शन मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं है और इस तरह के सभी क्रिटिकल प्वाइंट को सैडल प्वाइंट कहते हैं क्रिटिकल प्वाइंट को मैथमेटिकली फाइंड करना हम थोड़ी देर में सीखेंगे एग्जांपल के लिए यह पॉइंट है जिस पर x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होते हैं तो बेसिकली यहां पर टैनजेन्ट प्लेन xy प्लेन के पैरेलल होगा और एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर fxऔर fy 0 होंगे यह सभी पॉइंट एग्जांपल के लिए क्रिटिकल पॉइंट हैं यहां पर इसके लिए लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम प्वाइंट हैं लेकिन इस पॉइंट पर हम देखते हैं की नेबरहुड में यह ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा रहा है क्योंकि यदि हम y डायरेक्शन में जाएं तो तो यहां फंक्शन लोअर वैल्यू ले रहा है लेकिन यदि हम x डायरेक्शन में जाएं तो फंक्शन लार्जर वैल्यू ले रहा है इस पॉइंट के देखते हुए तो यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की तरह आईडेंटिफाई नहीं किया जा सकता जबकि यहां पर इस पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में जीरो हैं अतः यह एक स्टेशनरी प्वाइंट है लेकिन यह लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं है और इस तरह के पॉइंट को सैडल प्वाइंट कहते हैं यही टर्मिनोलॉजी हम पूरे लेक्चर में काम में लेंगे अब हम किसी फंक्शन के लिए एक्सट्रीम म होने के लिए नेसेसरी कंडीशन पर आते हैं मान लीजिए fxy कंटीन्यूअस है और पॉइंट Pab पर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू का अर्थ है की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट Pab पर तो यह नेसेसरी कंडीशन है अर्थात फंक्शन के x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हैं और इस पॉइंट पर जीरो हैं इन्हें नेसेसरी कंडीशन कहा जाता है इसका मतलब यह है की इनके बिना हम इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम प्राप्त नहीं कर सकते अतः यदि पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का पॉइंट है तब इस पॉइंट पर यह पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होने ही चाहिए लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है इसका मतलब यह है कि यदि किसी पॉइंट पर fx और fy दोनों जीरो हैं तब हम यह क्लेम नहीं कर सकते कि यह पॉइंट पक्के तौर पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का पॉइंट है क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन का मतलब यह है की यह पहली कंडीशन है जिसको हमें चेक करना है या दूसरे शब्दों में यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होने के लिए यहां पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो यदि यहां पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम है तो हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम को आईडेंटिफाई करेंगे और इन पॉइंट को क्रिटिकल प्वाइंट कहेंगे जैसा हमने डिफाइन किया है इन क्रिटिकल पॉइंट में से ऐसे पॉइंट को हम आईडेंटिफाई करेंगे जहां पर कोई लोकल मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है इस तरह के पॉइंट को सैडल प्वाइंट कहेंगे यह पॉइंट P एक क्रिटिकल प्वाइंट होगा जैसा की डेफिनेशन में है दूसरे शब्दों में यदि पॉइंट Pab रिलेटिव एक्सट्रीमम है फंक्शन fxyका तब यह एक क्रिटिकल प्वाइंट है fxy क्योंकि हमने इसे नेसेसरी कंडीशन कहां है एक्सट्रीमम मिनिमम के लिए यदि हमारे पास 1 पॉइंट a b है जहां पर रिलेटिव एक्सट्रीमम एक्सिस्ट करता है इस फंक्शन का तब यह क्रिटिकल प्वाइंट होगा क्योंकि वह x लोकल एक्सट्रीमम और लोकल मिनिमम एक्सिस्ट करेगा केवल क्रिटिकल पॉइंट पर तो यहां पर नेसेसरी कंडीशन है और इसका प्रूफ सिंपल है इसमें इन पार्शियल डेरिवेटिव का मान जीरो होना चाहिए इस पॉइंट a b पर यदि a b क्रिटिकल प्वाइंट है ah और bk और यह पॉइंट Pab के नेबरहुड में है यह एक नेबरहुड है क्योंकि h और k कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तब यह ah और bk इस पॉइंट Pab के नेबरहुड होंगे और h और k पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं नेबरहुड के पॉइंट के लिए तब यह पॉइंट Pab मैक्सिमम का पॉइंट होगा कब यह है मैक्सिमम का पॉइंट होगा जबकि इस पॉइंट के नेबरहुड में पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लोअर है तो फिर फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड में लोअर है एग्जांपल के लिए हम डिफाइन करते हैं डेल्टा f जिसका मतलब है ffahbk fab तो यह लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है इसका मतलब यह है कि यह fab बड़ा होगा उन सभी वैल्यू से जो इस पॉइंट के नेबरहुड के पॉइंट पर वैल्यू से तो यह वैल्यू लेस देन इक्वल to जीरो यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है और hऔर k बहुत छोटे लिए गए हैं इस पॉइंट ab के नेबरहुड में हम h और kकुछ भी ले सकते हैं तो यह वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0 या दूसरे शब्दों में यह इस पॉइंट ab का नेबरहुड होगा जहां यह f लेस दैन इक्वल टू 0 होगा h और k की सभी वैल्यू के लिए और यह कोई पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाता है यदि f ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दूसरे शब्दों में fab की वैल्यू कम होगी fahbk से जबकि h और k बहुत छोटे लिए गए हैं यदि हम इस पॉइंट ab के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें तब क्या होता है fahbk बराबर होगा fab के जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं तो hfx और यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गैप पर और इसी तरह आगे भी हम इस पॉइंट ab के अबाउट यह एक्सपेंशन कर सकते हैं जब तक की यह डेरिवेटिव एक्सिस्ट करें और यह f है जो हमने पिछली स्लाइड में fahbk fab की तरह डिफाइन किया था जिसमें h और k बहुत छोटे हैं f का साइन hfxabkfyab के साइन पर डिपेंड करता है fhfxabkfyab12h2fxx2hkfxyk2fkkab अभी स्लाइड में हम यह डिटेल में देखेंगे कि इस एक्सपेंशन का साइन राइट हैंड साइड में बेसिकली f का साइन है हम पहली टर्म के साइन पर डिपेंड करते हैं यह h और k की टर्म में लीडिंग टर्म हैं तो बहुत छोटे h और k के लिए इस टर्म के साइन से साइन डिटरमाइन किया जाए यह पॉजिटिव टर्म है तो f भी पॉजिटिव होगा यदि है नेगेटिव टर्म है तो f भी नेगेटिव होगा यहां पर चाहे जो भी हो क्योंकि यह h स्क्वायर मैं हायर ऑर्डर टर्म है और यह h और k का प्रोडक्ट है तो h और k बहुत छोटे लिए गए हैं तो इसका साइन इस फैक्टर से डिटरमाइन किया जाएगा जबकि पॉइंट abके क्लोज नेबरहुड में हैं हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और अब हमारे पास है fhfxabkfyab12h2fxx2hkfxyk2fkkab मान लीजिए h→0 यहां क्योंकि हम अभी भी नेबरहुड में हैं और हम यह मान रहे हैं h→0 और k y के डायरेक्शन में होगा तो यदि हम यह माने यह h जीरो की तरफ जाता है तब हम इस पॉइंट a b के नेबरहुड में हैं तब हमें मिलेगा fkfyab12k2fkkab जो अरगुमेंट हमने पिछली स्लाइड में लिया था वह मैं रिपीट कर लूंगा तो f का साइन लीडिंग टर्म का साइन होगा जोकि k से लिया जाएगा आगे की टर्म k स्क्वायर और k क्यूब हैं और k के बहुत छोटा होने की वजह से नेगलिजिबल मान लिया जाएंगे और इसका साइन केवल इसी टर्म से आएगा एग्जांपल के लिए यदि आपके पास h है और जहां h माइनस 1000 h स्क्वेयर माइनस 2000 h क्यूब हम यहां क्या नोटिस करते हैं कि इसका साइन केवल h से दिया जाएगा और इन टर्म से नहीं हमें लेकिन हमें h को बहुत छोटा लेना है जो कि जीरो के पास में हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका साइन यहां से लिया जाएगा एग्जांपल के लिए हम h को 01 लेते हैं यह एक बहुत बड़ी वैल्यू है और हमें यह नेगेटिव नंबर मिल रहा है क्योंकि यह सभी डोमिनेटिंग टर्म है h 01 के लिए लेकिन अगर आप जीरो के बहुत क्लोज जाएं एग्जांपल के लिए h एस इक्वल टू 0001 यह अभी भी नेगेटिव है और हमें इसको और छोटा लेना है यह अभी भी नेगेटिव है क्योंकि आखरी टर्म ऐसी है लेकिन यदि हम h को 0001 ले तब हम देखेंगे कि h पॉजिटिव है इस एक्सप्रेशन की यह वैल्यू भी पॉजिटिव है और यह भी एक पॉइंट है तो बहुत छोटे h के लिए इस टर्म का साइन फिर भी लार्ज नंबर्स के लिए इनका साइन पहली टर्म से डिटरमाइन किया जाएगा जो हम यहां देख सकते हैं सेम अरगुमेंट हम बहुत छोटे k के लिए भी ले रहे हैं और इस एक्सप्रेशन का साइन पहली टर्म के साइन से दिया जाएगा जोकि kfyab है और यहां यह पॉइंट है तो यदि हम असुम करें की यह fyab पॉजिटिव है क्योंकि या तो यह डेरिवेटिव है या यह y के रिस्पेक्ट में ab पर पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसका कोई साइन होना चाहिए अगर यह पॉजिटिव है तो इस केस में डेल्टा f नेगेटिव होगा जब k नेगेटिव है तब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एग्जांपल के लिए यह h जीरो के बराबर है और k भी जीरो के बराबर है यह हमने पहले ही मान लिया था की h 0 है तो हम केवल y डायरेक्शन में नेबरहुड पॉइंट ले रहे हैं या तो k पॉजिटिव है हम नेबरहुड के अप्पर साइड में हैं जबकि h k नेगेटिव है तब हम यहां कहीं नेबरहुड में हैं k पॉजिटिव के लिए 1 पॉइंट के नेबरहुड जहां f 0 से बड़ा है और एक ऐसा पॉइंट है नेबरहुड में जहां f लेस देन जीरो है क्योंकि हम नहीं जानते की प्वाइंट f पर fy क्या है हमारे पास f लेस दैन जीरो है और डेल्टा f ग्रेटर दैन जीरो नेबरहुड के पॉइंट के लिए हम यहां क्या ऑब्जर्व करते हैं की चाहे fy पॉजिटिव है या fy नेगेटिव है यह f किसी फंक्शन की वैल्यू पॉइंट a b पर तथा नेबरहुड के कोई फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है यह चेंज टर्म है और यहां साइन बदल रहा है लेकिन यहां पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है तो उसका साइन नहीं बदलना चाहिए क्योंकि तब ही हम पता कर पाएंगे कि यह लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम जबकि नेबरहुड में सारे पॉइंट इस तरह बिहेव करें और सेम साइन हो तो यहां तो यहां यह f पॉजिटिव है f कुछ पॉइंट के लिए जो कि नेबरहुड में हैं उनके लिए नेगेटिव है और इससे यह कनक्लूड होता है की फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू नहीं हो सकती जब तक की fy जीरो ना हो क्योंकि के इस पॉइंट के नेवर हुड में मूव कर रहा है तो यदि यह fy जीरो नहीं है पॉजिटिव है यह साइन चेंज कर रहा है यदि fy नेगेटिव है और साइन चेंज कर रहा है लेकिन यदि यह पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है तब इससे साइन चेंज नहीं करना चाहिए और उसके लिए fy 0 होना चाहिए क्योंकि यदि fy जीरो नहीं है और वह साइन चेंज कर रहा है तो यह नेसेसरी कंडीशन है की fyजीरो होना चाहिए अदर वाइज लोकल एक्सट्रीम म का पॉइंट नहीं होगा अब और आगे चलते हैं तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम पहले ही देख चुके हैं अब हम k को जीरो की तरफ ले जाते हैं तब हम देखते हैं की f साइन चेंज करता है h के लिए एग्जांपल के लिए यदि हम fx को पॉजिटिव लें तो हम रियलआइज करते हैं की यह f पॉजिटिव है और जब h नेगेटिव है तो f नेगेटिव है जब हम मान लेते हैं की h k टेंड्स टू जीरो तब यह तो यहां से हटा दी जाती है और बाकी टर्म में k को जीरो लिखा जाता है तब हमारे पास hfxab और इसी प्रकार आगे भी fhfxabkfyab12h2fxx2hkfxyk2fkkab यह मानते हुए की fx लैस दैन जीरो है तो तो साइन इस h पर डिपेंड करेगा और यदि h पॉजिटिव है तब f नेगेटिव है और यदि h नेगेटिव है तो f पॉजिटिव है फिर से हम सेम अरगुमेंट से यहां ऑब्जर्व करेंगे जिसमें की पॉइंट एपीके नेवर हुड का कोई पॉइंट लिया गया है और वह साइन चेंज कर रहा है जबकि f पॉजिटिव है और यह साइन चेंज कर रहा है यदि यह नेगेटिव है तो भी साइन चेंज कर रहा है फिर से यह पॉइंट ab लोकल एक्सट्रीम म का पॉइंट है तब हमारे पास fx होना चाहिए तो यह fx होना चाहिए हमने पहले ऑब्जर्व किया की fy 0 होना चाहिए तो हम कंक्लूड करते हैं की एक्सट्रीम पॉइंट के एक्जिस्टेंस के लिए fx और fy जीरो होने चाहिए और यह इसकी नेसेसरी कंडीशन है इन दो डेरिवेटिव्स को जीरो होना चाहिए यह हमने ऑब्जर्व किया अगर यह जीरो नहीं है और f साइन चेंज कर रहा है तब यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का नहीं हो सकता अब हम प्रॉब्लम नंबर वन की तरफ चलते हैं और हमें इसके फंक्शन fxyx3y3 3x 12y20 के सभी क्रिटिकल प्वाइंट ्स फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना होगा क्रिटिकल प्वाइंट के लिए हमें इसके x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होंगे और उन्हें जीरो रखना होगा इन दो कंडीशन से हम पता लगा पाएंगे की कितने पॉइंट इन कंडीशन fxxy0fyxy0 को सेटिस्फाई करते हैं तो यहां fxxy जीरो के बराबर है और fyxy भी जीरो के बराबर है तो हमें क्या मिलता है 3x2 30 क्रिटिकल प्वाइंट फाइंड करने के लिए जब हम fyxy लेते हैं तो हमें मिलता है 3y2 120 इन दो कंडीशन से हमें x2 बराबर मिलता है 1 के तो x ±1 है और दूसरी कंडीशन से y2 4 के बराबर है तो y ±2 के बराबर आता है तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिनमें x ±1है और y ±2 है यह है वह पॉइंट हैं जो fx और fy को 0 करते हैं fx और fy को जीरो करते हैं तो यह क्रिटिकल प्वाइंट हैं हम एक और दो ले सकते हैं तब हमारे पास ±1±2 है यहां पर चार पॉसिबिलिटीज हैं और हम देख सकते हैं कि यह फंक्शन का सरफेस है तो यह वह पॉइंट हैं एग्जांपल के लिए 1 और 2 जहां पर x 1 है और 2 है और यहां पर यह क्रिटिकल प्वाइंट हैं 1 और फिर 2 यहां पर वह पॉइंट है जहां पर 1 और 2 है और यहां पर 1 2 है तो 4 पॉइंट यहां पर क्रिटिकल प्वाइंट हैं यहां इन पॉइंट पर x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो होते हैं अब हम अभी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम इस फंक्शन fxyx2 y2e x2 y22 के क्रिटिकल प्वाइंट फाइंड करेंगे तो पहले की तरह चलने पर fx0 लेंगे और इस केस में हम जब डिफरेंटशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इस टर्म का डेरिवेटिव फिर से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस डेरिवेटिव इसका x के रिस्पेक्ट में तब हमारे पास e पावर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2 आएगा यदि हम e पावर माइनस x स्क्वेयर और माइनस y स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले और x को भी कॉमन लें तब हमारे पास 2 और फिर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है तो यह जीरो नहीं हो सकता एक्स्पोनेंशियल और माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो जब हम इसे जीरो के बराबर रखेंगे तब x मल्टिप्लाई हो जाएगा टर्म से माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जीरो होना चाहिए 2 x0 इस कंडीशन से और इसी प्रकार fy को जीरो रखने से हमें 2 y0 मिलता है इन्हें सॉल्व करने पर एग्जांपल के लिए यदि हम x को जीरो ले तो पहली इक्वेशन से x जीरो है तब fx 0 होगा और यदि x को जीरो ले उस केस में हमें 2 और फिर प्लस यह y स्क्वायर मिलता है तो x 0 होने पर y भी जीरो मिलता है यहां से हमें y भी जीरो मिलता है और y बराबर है 2 तो x इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉडिंग हमें 2 पॉइंट मिलते हैं 00 और 0 2 इसी प्रकार अगर हम पहले y0 रखें तब क्योंकि y 0 है तो यह भी जीरो होगा और फिर y को जीरो रखने पर हमें x की पॉसिबल वैल्यू आयेगी इस प्रकार हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके क्रिटिकल प्वाइंट फाइंड कर सकते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें क्रिटिकल पॉइंट ्स मिले हैं 00200±2 और यह वो क्रिटिकल प्वाइंट हैं जो हम फाइंड करना चाहते थे तो यह क्रिटिकल प्वाइंट हैं और अब हम यह देख सकते हैं कि यह और यह और यह और यह क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो यह इस प्रॉब्लम की क्रिटिकल प्वाइंट थे तो अब कंक्लुजन क्या है हमने यह देखा की एक्सट्रीमा के लिए नेसेसरी कंडीशन fxab0 तथा fyab0 है और यह जीरो होने चाहिए लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के पॉइंट्स पर और इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही लोकल एक्सट्रीमा और सैडल प्वाइंट होते हैं क्योंकि सैडल प्वाइंट वह क्रिटिकल प्वाइंट हैं जहां पर लोकल एक्सट्रीमा एक्सिस्ट नहीं करते हैं तो यह पॉइंट सैडल प्वाइंट कहलाते हैं तो हम पहले ही यह देख चुके हैं एग्जांपल के लिए की लोकल एक्सट्रीम ा का पॉइंट और यह लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है यहां भी लोकल मैक्सिमम के यह पॉइंट हैं और लोकल मिनिमम के यह पॉइंट है जहां पर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है उन्हें सैडल प्वाइंट कहा जाता है नेक्स्ट लेक्चर में हम यह सीखेंगे की कैसे आईडेंटिफाई किया जाए कि कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमम का है या लोकल मिनिमम का है क्योंकि नेसेसरी कंडीशन से हमें लोकल एक्सट्रीमा के और सैडल प्वाइंट के लिए पॉइंट मिलते हैं लेकिन उसके बाद हमें यह आईडेंटिफाई करना होगा कि दिया हुआ पॉइंट क्रिटिकल प्वाइंट है और फंक्शन लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ले रहा है या यह सैडल प्वाइंट है तो यह अगले लेक्चर का कंटेंट है यह कुछ रेफरेंसेस हैं धन्यवाद